सभी को नमस्कार आज इस तीसरे व्याख्यान में हम प्रशीतन चक्र पर अपनी चर्चा जारी रखने जा रहे हैं पिछले दो व्याख्यानों में हमने मुख्य रूप से वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र के बारे में चर्चा की है जहाँ हमने पहले से ही इसके विभिन्न रूपों को देखा है जो विशेष रूप से कार्नोट चक्र से शुरू होते हैं हमने एसएसएस चक्र के बारे में चर्चा की है जो एक सबसे सामान्य वाष्प संपीड़न चक्र है और आपने इसके अनुप्रयोगों और रेफ्रिजरेंट के बारे में भी चर्चा की है अब अंतिम व्याख्यान में दूसरे व्याख्यान के अंत की ओर हमने रेफ्रिजरेंट के वांछनीय गुणों के बारे में चर्चा की है और फिर हम सिंथेटिक रेफ्रिजरेटर के नामकरण सम्मेलन के बारे में चर्चा करने वाले थे जो हम आमतौर पर रेफ्रिजरेटर या प्रशीतन प्रणाली में उपयोग करते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं था तो आज मैं रेफ्रिजरेंट्स के नामकरण सम्मेलन के साथ शुरुआत करूंगा अब कई प्रकार के रेफ्रिजरेंट हैं जिनका उपयोग हम आमतौर पर अनुप्रयोगों के आधार पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करते हैं जो प्रचलित दबाव और तापमान रेंज आदि पर निर्भर करता है और सबसे सामान्य प्रकार का रेफ्रिजरेंट जो हमारे पास होता है वह है सिंथेटिक FC आधारित रेफ्रिजरेंट और FC फ्लोरो क्लोरो यानी फ्लोरीन और क्लोरीन आधारित रेफ्रिजरेंट को संदर्भित करता है तो सिंथेटिक फ्लोरीन क्लोरीन आधारित रेफ्रिजरेट सबसे आम प्रकार हैं आपको शायद याद होगा कि हमने CFC HCFC और HFC शब्दों का इस्तेमाल किया है पिछले व्याख्यान में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को संदर्भित करता है एचसीएफसी एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और एचएफसी हाइड्रो फ्लोरोकार्बन है ये विभिन्न प्रकार के एचसी आधारित रेफ्रिजरेंट हैं जहाँ आप आम तौर पर मौजूद आणविक संरचना में फ्लोरीन और क्लोरीन रखते हैं अब सिंथेटिक FC आधारित रेफ्रिजरेंट विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन समूहों या संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूहों से प्राप्त किए जा सकते हैं लेकिन हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसका मतलब हम केवल एल्किंस पर ध्यान केंद्रित करेंगे एल्किंस जिनकी संरचना आम तौर पर CnH2n2 की होती है जैसे आम उदाहरण मीथेन हो सकते हैं जहाँ n 1 है यदि आप n 1 डालते हैं तो क्या H की संख्या 4 में होगी या यदि हम n 2 डालते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी यह 6 होगा और हमें C2H6 इथेन मिलेगा अतः यह एल्कीन हैं इसलिए हम सिंथेटिक FC आधारित रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे जिनकी संरचना एल्कीन पर आधारित हैं विचार यह है कि एल्कीन में जो कार्बन है वही रहेगा लेकिन सभी हाइड्रोजन परमाणु या शायद कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तब हमें कुछ प्रकार के एफसी आधारित रेफ्रिजरेंट मिल रहे होंगे और इस तरह के रेफ्रिजरेंट के लिए आप हमेशा पाएंगे कि यह नाम कन्वेंशन Rxyz के साथ दिया गया है R 11 R 12 और R134a ये अलग अलग नाम हैं जो हमारे पास हैं हम रेफ्रिजरेंट के बारे में सुनते रहते हैं और यह कन्वेंशन Rxyz है जहां R रेफ्रिजरेंट को संदर्भित करता है और xyz आणविक संरचना के बारे में कुछ विचार देता है यहाँ x कार्बन परमाणुओं की संख्या घटा 1 है x कार्बन परमाणुओं की संख्या घटा 1 को संदर्भित करता है जो आणविक संरचना में मौजूद है C की संख्या x1 और तब क्या जब हमें पता चले कि कार्बन परमाणुओं की संख्या x1 है तो अन्य अणुओं या अन्य परमाणुओं की संख्या क्या होगी मुझे कहना चाहिए कि मूल रूप से कार्बन को छोड़कर तो हम जानते हैं कि यह कार्बन परमाणुओं की संख्या से दोगुनी प्लस 2 होनी चाहिए इसलिए यह होगी दूसरे परमाणुओं की संख्या 2x12 अब यहाँ y हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्लस 1 को दर्शाता है H की संख्या y 1 तो x कार्बन 1 carbons− 1 की संख्या को संदर्भित करता है जबकि y हाइड्रोजन1 hydrogen 1 की संख्या को संदर्भित करता है और z इस में मौजूद फ्लोरीन की संख्या को संदर्भित करता है आमतौर पर हम इन सिंथेटिक रेफ्रिजरेट में क्लोरीन की उपस्थिति के बारे में बहुत परेशान हैं क्योंकि क्लोरीन वह है जो ओजोन रिक्तीकरण क्षमता की ओर जाता है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है जहाँ यह क्लोरीन आणविक संरचना से निकलती है और यूवी किरणों की उपस्थिति में जो आम तौर पर ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन बनाती है जिससे ओज़ोन परत का क्षय होता है लेकिन दुर्भाग्य से इस नामकरण सम्मेलन में क्लोरीन सीधे प्रकट नहीं होता है बल्कि क्लोरीन हमें अलग से गणना करना पड़ता है एक बार जब हम x y और z के परिमाण को जानते हैं तो हम वहां मौजूद कुछ कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संख्या को जानते हैं तब हम अब लिख सकते हैं F की संख्या z फिर क्लोरीन परमाणुओं की संख्या क्या होगी हम जानते हैं कि कार्बन के अलावा अन्य परमाणुओं की संख्या 2 गुणा x12 है इसमें से हाइड्रोजन y 1 संख्या hydrogen is y − 1 number और फ्लोरीन z संख्या है तो वहाँ से हम आसानी से कुल क्लोरीन परमाणुओं की संख्या पा सकते हैं जो नीचे दिए गए अभिव्यक्ति का उपयोग करके वहां मौजूद हैं Cl की संख्या 2 x1 2 - y − 1 - z आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं अगर हमारे पास R11 है तो लिखने के बजाय हमारे पास चरण 3 में सिर्फ 2 नंबर मौजूद हैं इसलिए आप इसे R011 भी लिख सकते हैं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी अब यहाँ आपका x 0 y 1 और z 1 तब कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है C x 1 1 H y - 1 0 F z 1 फिर क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बराबर होगी Cl 2 x1 2 - y − 1 − z तो वहाँ से हम सीधे गणना कर सकते हैं कि वहाँ सिर्फ एक कार्बन परमाणु है तो 2n2 से हम आसानी से गणना कर सकते हैं कि अन्य परमाणुओं की कुल संख्या 4 के बराबर होगी इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है एक फ्लोरीन है इसलिए 3 क्लोरीन होगा फिर R11 की आणविक संरचना क्या होगी इसलिए R11 ≡ CCl3F यह त्रि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या मुझे कहना चाहिए ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो कि R11 का मानक नाम या वैज्ञानिक नाम है R11 के बजाय अगर हम R12 की बात करें तो हमारे पास R12 है इसलिए यह 012 है इसलिए x 0 y 1 और z 2 है हम यह सब हटा दें तो कार्बन परमाणुओं की संख्या x1 होगी जो कि 1 है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या y 1 है जो इस मामले 2 में फ्लोरीन परमाणुओं की 0 संख्या बनी हुई है तो क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 4 0 2 के बराबर होगी जो कि 2 के बराबर है तो इस R12 का प्रतिनिधित्व कैसे करें R11 ≡ CCl2F2 वह डाइक्लोरोडीफ्लोरोमीथेन है जहां R11 ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन होता है वहीं R12 dichlorodifluoro methane है अगर हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं तो आइए हम R22 का एक और उदाहरण लेते हैं जो एक और बहुत लोकप्रिय रेफ्रिजरेंट है और आमतौर पर बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है यहां तक कि हम R022 भी लिख सकते हैं इसलिए x 0 y 2 z 2 अब यहाँ कितने कार्बन परमाणु मौजूद हैं यह 0 प्लस 1 है जो 1 के बराबर है इसलिए यह मीथेन आधारित भी है अभी बस एक कार्बन परमाणु है एक हाइड्रोजन परमाणु है 2 माइनस 1 है जो कि 1 हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है और एक फ्लोरीन परमाणु भी है फिर क्लोरीन परमाणुओं की कुल संख्या के जैसा कि यहां केवल एक कार्बन है इसलिए अन्य परमाणुओं की कुल संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या से दोगुनी प्लस 2 होगी जो कि 4 माइनस 1 हाइड्रोजन परमाणु माइनस 2 फ्लोरीन परमाणुओं के बराबर है जो 1 के बराबर होगी 4 - 1 −2 1 अतः R22 ≡ CHClF2 तो ये दो CFC हैं क्योंकि आणविक संरचना में आपके पास कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन है जबकि यह एक HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन भी इस HCFC में मौजूद है हम एक और बहुत ही सामान्य उदाहरण R134a लेते हैं तो यहाँ हम R134 के रूप में लिखते हैं इसलिए x 1 y 3 z 4 तो इस मामले में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या या ठीक है पहले हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या की गणना करें तो वहाँ x 1 है इसलिए यह 11 2 है इसलिए यहां 2 कार्बन हैं ताकि वास्तव में ईथेन आधारित हो पिछले तीन उदाहरण जो हमने R11 R12 या R22 के बारे में बात की वे सभी मीथेन आधारित हैं जबकि R134a में इसकी आणविक संरचना में 2 कार्बन परमाणु हैं तो यह एक इथेन आधारित है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 − 1 2 फ्लोरीन परमाणु की संख्या 4 फिर क्लोरीन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी तो जैसे कि 2 कार्बन हैं इसलिए कुल अन्य परमाणुओं की संख्या 6 - 2 - 4 0 यहां कोई क्लोरीन उपस्थित नहीं है अतः R134a ≡ C2H2Cl4 अब हमारे पास दो कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन और 4 फ्लोरीन हैं तो यह एक समान संरचना है और यह है कि आप कह सकते हैं कि टेट्रफ्लुओरोहेथेन आप कह सकते हैं कि इसका नाम टेट्रा फ्लोरो इथेन है अब इस CFC का प्रकार क्या है HCFC या HFC यह एक HFC है क्योंकि यहां कोई क्लोरीन मौजूद नहीं है और इसलिए इसकी ओजोन रिक्तीकरण क्षमता 0 होगी क्योंकि यहां क्लोरीन मौजूद नहीं है इसलिए ओजोन रिक्तीकरण की क्षमता 0 है इसलिए यह पहले तीन की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि पहले तीन R 11 R 12 और R 22 सभी में वहां क्लोरीन मौजूद हैं इसलिए उनके पास ओजोन रिक्तीकरण क्षमता है जो R134a के पास नहीं है हालाँकि इन सभी के लिए ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है तो यह वह तरीका है जिससे हम कई सामान्य रेफ्रिजरेंट को नाम देते हैं या मुझे सिंथेटिक फ्लोरो क्लोरो आधारित रेफ्रिजरेंट कहना चाहिए यह नामकरण सम्मेलन है जिसे हम आमतौर पर अनुसरण करते हैं यहाँ निश्चित रूप से मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि R134a में 'a' एक आइसोमर है जिसका अर्थ है कि एक ही संयोजन का उपयोग करके कुछ अन्य आणविक संरचनाएं होना भी संभव है तो यह कई संभावितों में से एक है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ अन्य की गणना करें कुछ R121 जैसा या ऐसा ही कुछ अन्य जिसमें आप कुछ संख्याएँ डाल सकते हैं और यह देखने का प्रयास कर सकते हैं कि इसकी आणविक संरचना क्या हो सकती है अब दूसरा हमारे पास शुद्ध तरल पदार्थ आधारित अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट हैं शुद्ध तरल पदार्थ पर आधारित अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड यहां तक कि जल वाष्प जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट को संदर्भित करता है हालांकि आमतौर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन ये सभी इस श्रेणी में आते हैं और यहाँ हमारा नामकरण सम्मेलन बहुत सीधा है नामकरण सम्मेलन R7xy है 7 एक निश्चित है और यह xy यह आणविक भार को संदर्भित करता है तो यह एक बहुत ही सरल सम्मेलन है यह 7 वास्तव में इस अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट या प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट से मेल खाता है और xy आणविक भार है मान लीजिए कि अगर हम अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन का आणविक भार 143 गुणा 1 हाइड्रोजन के लिए है इसलिए 17 फिर इसका नाम R717 होगा यदि हम H2O लेते हैं तो H2O के लिए यह 2 गुणा 1 हाइड्रोजन के लिए16 पानी के लिए है इसलिए यह 18 है तो यह जल वाष्प के लिए R718 के बराबर होगा एक और बहुत लोकप्रिय रेफ्रिजरेट आजकल बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग किया जा रहा है विशेष रूप से CO2 है कितना होगा यह अब कार्बन 12 है 2 गुणा 16 है जो कि 44 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 आणविक भार है तो यह R744 होगा इस तरह से आप आसानी से सल्फर डाइऑक्साइड या किसी भी अन्य रसायनों की तरह बस इस xy को डाल सकते हैं या आणविक भार द्वारा इस xy को बदल सकते हैं और आप उनका नाम प्राप्त कर सकते हैं तीसरा शुद्ध तरल पदार्थ है शुद्ध तरल पदार्थ आमतौर पर हाइड्रोकार्बन को संदर्भित करता है पिछला एक अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट पर आधारित शुद्ध तरल पदार्थ था जबकि यहाँ हम हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बनिक रेफ्रिजरेंट के आधार पर शुद्ध तरल पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं अब यहां नामकरण सम्मेलन सिंथेटिक FC आधारित रेफ्रिजरेट के समान है यही कारण है कि हम Rxyz का अनुसरण कर रहे हैं और यहाँ xyz सम्मेलन उस नंबर एक के समान है जैसा कि आइए उदाहरण के रूप में R290 को लेते हैं अतः इस अवस्था में हमारे पास है x 2 y 9 z 0 उनके पास आमतौर पर वहां फ्लोरीन मौजूद नहीं होता है इसलिए वे हमेशा शून्य के बराबर हो जाएंगे तो वहाँ से कार्बन परमाणुओं की संख्या x 1 2 1 3 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या y - 1 9 - 1 8 फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या 0 क्लोरीन या कुछ और आप आसानी से गणना कर सकते हैं वास्तव में गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां 3 कार्बन है इसलिए अन्य परमाणुओं की कुल संख्या जो मौजूद हो सकती है 3 × 2 2 8 तो यह प्रतीक C3H8 है यह क्या है यह प्रोपेन के अलावा कुछ नहीं है इसलिए C3H8 प्रोपेन है इसी प्रकार हम दूसरों की भी गणना कर सकते हैं आप आसानी से कुछ अन्य की गणना भी कर सकते हैं जैसे कि इथेनॉल मीथेन जो हमने लिखा है आप आसानी से पा सकते हैं कि इस सम्मेलन के संदर्भ में संबंधित प्रतीक क्या हो सकता है चौथी संभावना मिश्रण है कि हम केवल मिश्रण के बारे में बात करेंगे लेकिन वे आम तौर पर दो प्रकार के मिश्रण होते हैं जिन्हें हम ऐज़ोट्रोपिक और ज़ियोट्रोपिक मानते हैं अब एक ऐज़ोट्रोपिक के लिए हम R5 लिखते हैं फिर कुछ और जहां यह F azeotropic को इंगित करता है जैसे कि अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट या प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट के लिए हम उस 7 का उपयोग करते हैं और यह इंगित करने के लिए कि हम प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसी तरह 5 इंगित करता है कि हम ऐज़ोट्रोपिक मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं और इसी तरह R4 जियोट्रॉपिक मिश्रण के बारे में बात करते हैं और इसके लिए दो रिक्त स्थान को भरने के लिए हमें कुछ संदर्भ तालिकाओं को देखना होगा तो ये नामकरण परंपराएं हैं जो हम आमतौर पर रेफ्रिजरेंट के लिए अनुसरण करते हैं यहाँ यह विशेष रूप से एक है और यह सबसे आम है पहली श्रेणी जहां आप सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करते हैं जो घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है तो अब आप जान गए हैं कि कैसे हम इस R11 R12 आदि को नाम देते हैं जब हमारे पास रासायनिक संरचना होती है इसी तरह शुद्ध तरल पदार्थों के लिए इस तरह से 7 और फिर आणविक भार डालकर हम किसी भी प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट के लिए और किसी अन्य प्रकार के रेफ्रिजरेंट के लिए भी प्रतीक बना सकते हैं तो यह रेफ्रिजरेंट के बारे में है जो आमतौर पर वाष्प संपीड़न आधारित प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है तो अब आपके पास पहले से ही वाष्प संपीड़न आधारित प्रणालियों के बारे में कुछ विचार है आइए हम कुछ संभावित नवाचारों या शास्त्रीय वाष्प संपीड़न डिजाइन में सुधार के बारे में बात करते हैं खासकर SSS डिजाइन पर यह एक बहुत ही शास्त्रीय डिजाइन है और इसलिए यह समय के साथ कई तरह के संशोधनों या सुधारों से गुजरा है जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के अनुरूप है और एक बड़ी समस्या जो हमारे पास है जब हमें बाष्पीकरणकर्ता और कंडेनसर के बीच एक बहुत बड़े तापमान अंतर से निपटना है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे कंडेनसर का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे सीओपी कम होता जाता है वैसे ही जैसे जैसे इवेपरेटर तापमान कम होता है सीओपी भी कम होता जाता है अब कंडेनसर का तापमान आम तौर पर वायुमंडलीय विचार से तय होता है लेकिन अगर हम बहुत कम तापमान पर किसी चीज को रेफ्रिजरेट करना चाह रहे हैं जो कि आपका वाष्पीकरण तापमान बहुत कम है तो अगर हम सिर्फ सामान्य चक्र की तलाश कर रहे हैं तो आपका CO2 बेहद कम होगा और इसलिए हमें इस तरह से कई तरह के संशोधन करने पड़ सकते हैं कैस्केड प्रशीतन प्रणाली जहां एक नहीं बल्कि हमारे पास दो प्रशीतन चक्र हैं यह संयुक्त चक्र से काफी मिलता जुलता है जिसकी चर्चा हम पहले पावर साइकल में कर चुके हैं यह कुछ ऐसा भी है जैसे प्रशीतन उद्देश्यों के लिए संयुक्त चक्र का उपयोग किया जाता है यहाँ केवल इस B द्वारा दिए गए नीचे के चक्र को देखें यह निचला चक्र ठंडे प्रशीतित स्थान से ऊष्मा को उठा रहा है इसकी मात्रा Qin को बाष्पीकरण में उठाया गया है फिर इसमें कंप्रेसर और कंडेनसर वाल्व लगा है लेकिन इसका कंडेनसर आसपास के वातावरण मे गर्मी को खारिज नहीं कर रहा है बल्कि कंडेनसर टॉपिंग चक्र के बाष्पीकरणकर्ता को गर्मी को खारिज कर रहा है जो ए है इसलिए टॉपिंग चक्र को प्रशीतित स्थान से कोई गर्मी नहीं मिल रही है जबकि यह निचले चक्र के कंडेनसर से गर्मी प्राप्त कर रहा है लेकिन यह गर्म वातावरण या ऊपरी वातावरण में गर्मी की QH मात्रा को खारिज कर रहा है तो यहाँ यह QL आपके बाष्पीकरण भार के बराबर है यह QH आपके संघनित्र भार के बराबर है और इस QL के बीच में हमारे पास जो कुछ भी है वह सही नहीं लगता है और हम इसे बंद कर दें तो इस हीट एक्सचेंजर में जो भी राशि ट्रांसफर हो रही है वह नीचे के चक्र के कंडेनसर से टॉपिंग चक्र के बाष्पीकरणकर्ता तक है जो कि सिस्टम के लिए केवल आंतरिक है और इसलिए जब हम इसके प्रदर्शन की गणना करेंगे तो हमें केवल इस बाष्पीकरणकर्ता भार और इस कंडेनसर लोड और निश्चित रूप से कंप्रेसर के काम पर विचार करना होगा और यहां हमारे पास दो कंप्रेशर्स हैं तो यह एक कंप्रेसर है जहां हम काम इनपुट की WCB राशि दे रहे हैं और यह कंप्रेसर है जहां हम काम इनपुट की WCA राशि दे रहे थे इसलिए कुल काम इनपुट निश्चित रूप से इन दो कंप्रेशर्स के साथ मे काम के बराबर होगा अब हमारे यहाँ क्या लाभ है बस इसी Ts आरेख को देखें यहाँ यह Ts आरेख दोनों संदर्भों को समान मानते हुए तैयार किया गया है और इसीलिए आप एक ही Ts आरेख बना रहे हैं लेकिन यह बहुत संभव है कि हम विभिन्न रेफ्रिजरेंट का भी उपयोग कर सकें उस मामले में भी संतृप्ति गुंबद हमें दो रेफ्रिजरेट के लिए दो संतृप्ति गुंबदों को खींचना होगा अब अगर यह वही रेफ्रिजरेंट है तो नीचे के चक्र को देखें यह किसी भी VCRS के लिए मानक आरेख है जो 4 से 1 है जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है फिर 1 से 2 संपीड़न प्रक्रिया है 2 से 3 एक संक्षेपण है और 3 से 4 वाल्व में विस्तार है अब कंडेनसर में ऊष्मा की कुल मात्रा क्या है जो रेफ्रिजरेंट कंडेनसर में रिजेक्ट करता है अस्वीकार किए गए ऊष्मा की कुल मात्रा निचले चक्र द्वारा कंडेनसर में ऊष्मा अस्वीकृति की दर के बराबर होगी जो कि द्रव्यमान प्रवाह दर गुना एंथैल्पी में परिवर्तन की दर और टॉपिंग चक्र द्वारा जब यह 8 से 5 तक इस प्रक्रिया में जाता है तो ली गई ऊर्जा की मात्रा के बराबर होगी mBh2 h3mAh5 h8 या यदि हम इन दो प्रवाह दरों का अनुपात प्राप्त करना चाहते हैं mAmBh2 h3h5 h8 इसलिए एक बार जब हम इन सभी स्थिति बिंदुओं को जान लेते हैं तो हम प्रवाह दर की गणना आसानी से कर सकते हैं और अब यह 5 से 6 टॉपिंग चक्र में संपीड़न प्रक्रिया है और फिर हमारे पास शेष प्रक्रिया है 6 से 7 वह प्रक्रिया है जिसके दौरान अंत में इसे वातावरण के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है अब यदि हम इससे पहुंचना चाहते हैं तो हम कहें कि इस तापमान को संयुक्त प्रणाली के बाष्पीकरणकर्ता तापमान के बराबर होना चाहिए और यह आपके अंतिम कंडेनसर दबाव के अनुरूप संतृप्ति तापमान से मेल खाता है फिर अगर हम प्रारंभिक बाष्पीकरण दाब से इस अंतिम संघनित्र दबाव तक पहुँचना चाहते हैं तब आप इस विशेष बिंदु 2' पर संपीड़न के बाद समाप्त हो गए होंगे कि 1 से 2 ने एकल चरण संपीड़न का प्रतिनिधित्व किया होगा बल्कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ संपीड़न दो चरणों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है और चूंकि बिंदु 5 पर तापमान तापमान बिंदु 2 से कम है इसलिए संपीड़न के दूसरे चरण के लिए आवश्यक कार्य इनपुट जो इस प्रक्रिया 5 से 6 द्वारा दर्शाया गया है निश्चित रूप से उस काम की तुलना में बहुत कम है जो कम्प्रेशन 2 से 2' के दौरान आवश्यक था और इसलिए छायांकित क्षेत्र गुलाबी में छाया हुआ क्षेत्र जो कि कुल संपीड़न कार्य में कमी है इसलिए हम संपीड़न कार्य के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यह पहला बड़ा फायदा है कि हमें संपीड़न कार्य की आवश्यकता में महत्वपूर्ण कमी मिल रही हैं अब कुल संपीड़न कार्य कितना है WCWCAWCBmAh6 h5mBh2 h1 तो इस संयुक्त चक्र का COP इसके बराबर होगा COPQEWC Q dot E बाष्पीकरण भार है या वास्तव में नीचे चक्र द्वारा उठाया गया भार है और कुल कंप्रेसर भार द्वारा इसे विभाजित कर रहा है निम्नानुसार है COPmBh1 h4mAh6 h5mBh2 h1 और अगर हम सब कुछ ṁB से विभाजित करते हैं तो यह बन जाता है h1 h4mAmBh6 h5h2 h1 तो यह इस संयुक्त चक्र की COP है लेकिन देखने के लिए एक और चीज है संपीड़न कार्य में निश्चित रूप से कमी आई है लेकिन प्रशीतन क्षमता में भी वृद्धि हुई है वो कैसे संभव है इस संयुक्त चक्र या कैस्केड चक्र के बजाय यदि हम केवल एकल चरण चक्र का उपयोग कर रहे हैं तो संपीड़न के अंत में स्थित यह बिंदु संख्या 7 है और जैसा कि हम एक isenthalpic विस्तार का पालन कर रहे हैं इसलिए इसे इस विशेष बिंदु 4' पर समाप्त होना चाहिए तो आपकी वाष्पीकरण प्रक्रिया केवल बिंदु 4 से शुरू हुई होगी और इसलिए यह विशेष रूप से छायांकित क्षेत्र प्रशीतन भार की मात्रा को दर्शाता है यह छायांकित क्षेत्र प्रशीतन क्षमता की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम वास्तव में खो रहे हैं या हम खो देंगे इसलिए जैसा कि आप कैस्केड चक्र के लिए जा रहे हैं वाष्पीकरण की शुरुआत में स्थिति 4 के बजाय 4 है इसलिए वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया 4 से 1 होने के बजाय हम वास्तव में 4 से 1 से जा रहे हैं तो हम बाष्पीकरण में अवशोषित होने वाले शीतलन भार की एक बड़ी मात्रा को रखने में सक्षम हैं तो यह कैस्केड चक्र हमें प्रशीतन क्षमता में वृद्धि भी दे रहा है इसलिए जब हम वाष्पीकरण और संघनन तापमान के बीच एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जा रहे हैं तो एक कैस्केड प्रशीतन प्रणाली का उपयोग हमें दो गुना में लाभ देता है यह संपीड़न कार्य की आवश्यकता को कम करता है और यह प्रशीतन क्षमता को भी बढ़ाता है और इसलिए यह पूरी चीज समतुल्य एकल चरण प्रणाली की तुलना में कैस्केड प्रणाली के समग्र सीओपी में वृद्धि देती है इसके अलावा बहुत कम बाष्पीकरण तापमान तक पहुंचना संभव है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है प्रत्येक चक्र का अपना COP's है और इसलिए प्रत्येक चक्र चक्र में से कोई भी एक बहुत बड़े तापमान परिवर्तन पर काम नहीं कर रहा है बल्कि तापमान सीमा प्रत्येक चक्र के अनुरूप है जोकि एक एकल चरण चक्र की तुलना में बहुत छोटा है तो हम आसानी से एक उच्च COP प्राप्त करने के बावजूद बहुत कम बाष्पीकरण तापमान के स्तर तक जा सकते हैं और यह भी जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह बहुत संभव है कि हम दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट चुन सकते हैं अतः यह आवश्यक नहीं कि प्रशीतक समान हो यदि आप दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट चुन रहे हैं तो हमें दो अलग अलग संतृप्ति गुंबदों को प्लॉट करना होगा जिससे अंतिम Ts आरेख रचित हो सके लेकिन यह बहुत संभव है कि मान लें कि आपका निचला चक्र तापमान सीमा के भीतर काम कर रहा है 50 से 100C जबकि शीर्ष चक्र 100C से 30 सेल्सियस पर काम कर रहा है अब आपके पास रेफ्रिजरेंट B हो सकता है जो कि उप शून्य संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि उच्च तापमान सीमा के लिए रेफ्रिजरेंट A अधिक उपयुक्त है इसलिए आप आसानी से दो रेफ्रिजरेंट के लिए जा सकते हैं जैसे मान लें कि यदि आपके टॉपिंग साइकल का सबसे कम तापमान 50C और अधिकतम तापमान 40 0C है तो आप पानी को रेफ्रिजरेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि नीचे के चक्र के लिए जो उप शून्य तापमान के स्तर पर जा रहा है हम निश्चित रूप से पानी का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पानी जम जाएगा आइए अब हम एक संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं कि हम इस कैस्केड प्रशीतन प्रणाली से कैसे निपट सकते हैं और मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि यहाँ हमने दो चरणों के बारे में बात की है लेकिन यह संभव है कि हमारे दो से अधिक चरण भी हो सकते हैं तीन या चार चरण भी बहुत संभव हैं खासकर जब हम क्रायोजेनिक की तरह बहुत कम स्तर के तापमान तक जाना चाहते हैं अब इस समस्या में हम 08 MPa की दबाव सीमा और कार्यशील माध्यम के रूप में R134a के साथ 014 MPa के बीच काम करने वाले दो चरण कैस्केड प्रशीतन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं निचले चक्र से ऊपरी चक्र तक गर्मी अस्वीकृति एक एडियाबेटिक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में 032 MPa के अनुमानित दबाव स्तर पर होती है सच कहूं तो हमने मान लिया है कि टॉपिंग चक्र के लिए नीचे के चक्र और बाष्पीकरण तापमान के लिए संघनित्र तापमान समान हैं और उनके दबाव भी समान हैं लेकिन व्यवहार में यह सच नहीं है क्योंकि कंडेनसर का तापमान संबंधित बाष्पीकरण तापमान से थोड़ा अधिक होना चाहिए अन्यथा कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं होगा तो निचले चक्र के लिए कंडेनसर टॉपिंग चक्र के बाष्पीकरण की तुलना में उच्च दबाव के स्तर पर काम करेगा कम से कम जब तक हम एक ही प्रशीतक के लिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ हम दबाव को कम करने के लिए अनुमान लगा रहे हैं कि यह 032 MPa है अब ऊपरी चक्र के लिए द्रव्यमान प्रवाह दर दी गई है इसलिए आपको द्रव्यमान प्रवाह दर को कम चक्र शीतलन क्षमता शुद्ध संपीड़न कार्य और समग्र COP में lower cycle cooling capacity net compression work and overall COP निर्धारित करना होगा तो यह चक्र के लिए Ts आरेख है स्थिति बिंदु दिखाए गए हैं एक बार जब मैं आपको R134a के लिए संपत्ति चार्ट प्रदान करता हूं तो आप आसानी से इसके लिए गुण पा सकते हैं बस आपको कुछ उदाहरण दिखाने के लिए पॉइंट नंबर 1 कहें हम जानते हैं कि पॉइंट नंबर 1 014 MPa के दबाव और 1 की गुणवत्ता से मेल खाता है P1 014 MPa x1 1 इसी प्रकार h1 विशेष दबाव पर एक hg के बराबर होगा h1hgP1 और s1 विशेष दबाव पर sg के बराबर होगा s1sgP1 अतः बिंदु 1 परिभाषित है बिंदु 2 बिंदु दो पर दबाव मध्यवर्ती दबाव जो कि 032 MPa है के बराबर होगा P2 032 MPa और हम जानते हैं कि s2s1 क्योंकि यह isentropic विस्तार है isentropic क्षमता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है हम यह मान सकते हैं कि यह 1 होना चाहिए इसलिए इसका उपयोग करके हम आसानी से h2 का मान भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ये h1 के मान हैं तालिकाओं से लिया गया h2 का मान है हम अन्य किन बिंदुओं को जानते हैं बिंदु संख्या 3 हम जानते हैं कि यह टॉपिंग चक्र के लिए कंडेनसर है तो यहाँ नीचे चक्र के लिए कंडेनसर है बल्कि दबाव 032 MPa है और गुणवत्ता 0 के बराबर है अर्थात P3 032 MPa x3 0 इसलिए आप आसानी से h3 के मूल्य की गणना कर सकते हैं और हम जानते हैं h3 h4 x5 1 इसलिए आप h4 के मान को भी जानते हैं क्योंकि 3 से 4 इज़ेंटेलेपिक प्रक्रिया है इसी तरह टॉपिंग चक्र के लिए पॉइंट नंबर 5 के लिए हम जानते हैं कि इस विशेष बिंदु पर दबाव एक मध्यवर्ती दबाव है जो 032 MPa है और गुणवत्ता 1 के बराबर है क्योंकि एक संतृप्त वाष्प अर्थात x5 1 इसलिए इसे मिलाकर हम प्राप्त कर सकते हैं h5hgP5 s5sgP5 बिंदु संख्या 6 हम जानते हैं P6 08 MPa जोकि चक्र का उच्चतम दबाव है s6 s5 वहाँ से हम h6 पर प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपका h6 है और h5 यहाँ चिह्नित है बिंदु संख्या 7 जो टॉपिंग चक्र में संक्षेपण का अंत है तो यहाँ दबाव उच्चतम दबाव बिंदु 08 MPa है लेकिन यहाँ x7 0 अतः हम जानते हैं कि h7hgP7 और यह h8 के बराबर भी है क्योंकि यह भी एक आइन्थेलेपिक प्रक्रिया है इसलिए हम सभी एनथेलपियों को जानते हैं और यह भी दिया जाता है कि टॉपिंग चक्र या ऊपरी चक्र के लिए ṁA 0005 kg s है तो आप आसानी से ऊर्जा संतुलन के लिए जा सकते हैं पहले हमें हीट एक्सचेंजर के लिए ऊर्जा संतुलन के साथ शुरू करें ताकि हम नीचे के चक्र में द्रव्यमान प्रवाह दर प्राप्त कर सकें तो टॉपिंग चक्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा नीचे चक्र में खोई गई ऊर्जा की मात्रा के बराबर है अर्थात mAh5 h8mBh2 h3 जैसा कि हमटॉपिंग चक्र के लिए सभी एंथैल्पी को और द्रव्यमान प्रवाह की दर को जानते हैं इस ṁB को लगाते हुए मैंने पूर्व गणना की है कि संख्या 0039 kg s के बराबर होगी तो हमारे पास निचले चक्र के लिए या निचले चक्र के लिए द्रव्यमान प्रवाह दर है अब शीतलन क्षमता शीतलन क्षमता बराबर होगी हमें निचले चक्र के बाष्पीकरणकर्ता के बारे में बात करनी होगी इसलिए यह है Qdot EmBh1 h4718 kW कुल संपीड़न कार्य इनपुट आवश्यकता आपको दोनों कंप्रेशर्स पर विचार करना होगा तो टॉपिंग चक्र के लिए यह ṁA h6 - h5 है और निचले चक्र के लिए यह ṁB h2 - h1 है Wdot CmAh6 h5mBh2 h1161 kW तो यह शुद्ध संपीड़न काम इनपुट आवश्यकता है दोनों सम्पीडन प्रक्रिया को अइसेनट्रोपिक होने का संकेत देते हैं और अंत में इस प्रणाली के लिए COP इसके बराबर होगा COPQEWC7181612446 तो यह अंतिम परिणाम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि यह एक उचित उच्च COP है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यदि आप कल की कक्षा को याद करते हैं तो हमने उसी समस्या को हल किया है जिसे हम एक एकल चरण चक्र मान रहे थे जहाँ हमने एक R134a आधारित वाष्प संपीड़न चक्र मान लिया है जो 08 MPa और 014 MPa की दबाव सीमा के बीच काम कर रहा है और गणना के अनुसार COP 397 है इसलिए हम निश्चित रूप से इस कैस्केडिंग के कारण COP में सुधार कर रहे हैं उसी प्रभावशीलता को प्राप्त करने का एक और तरीका है मल्टीस्टेज संपीड़न प्रशीतन चक्र का उपयोग यहां हम कैस्केडिंग नहीं कर रहे हैं या आपके पास दो अलग अलग चक्र नहीं है बल्कि हमारे पास केवल एक ही चक्र है लेकिन हमारे पास दो कंप्रेशर्स हैं बस देखो कि चक्र कैसे चल रहा है मैं यहां योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व और Ts आरेख दोनों दिखा रहा हूं यदि हम उच्च कंप्रेसर के बाहर निकलने से शुरू करते हैं जो कि बिंदु से 4 है तो वहां से पूरा प्रशीतक बिंदु 4 से बिंदु 5 तक पार हो रहा है जहां प्रशीतक इस गर्मी को आसपास के लिए अस्वीकार कर रहा है जो कि आपके QC है तब यह विस्तारित हो रही है वाष्पीकरण दबाव के लिए नहीं बल्कि कुछ मध्यवर्ती दबाव के लिए इसलिए हम यहाँ पीसी पर कुछ दबाव डाल रहे हैं हमारे पास कुछ बाष्पीकरणीय दबाव है जो पीई हैं लेकिन यहाँ इस भाग में हमारे पास कुछ प्रकार के मध्यवर्ती दबाव हैं तो यह विस्तार वाल्व के बाद कुछ मध्यवर्ती दबाव तक विस्तारित होता है और वहां हमारे पास एक फ्लैश चैंबर होता है फ्लैश चैम्बर का उद्देश्य तरल और वाष्प भाग को अलग करना है यहाँ तरल और वाष्प भागों को अलग किया जाता है और वाष्प के x अंश और अंश को तरल किया जाता है जिसे वे एक दूसरे से अलग करते हैं तरल हिस्सा अब और कम हो गया है या पीई के निम्नतम दबाव तक विस्तारित हो गया है और यह बाष्पीकरण भार को उठाता है जो कि आपका क्यू डॉट ई है और जो संपीड़न के निचले स्तर में संकुचित हो जाता है इसलिए हम यहां WC1 दे रहे हैं और अब हमारे पास एक मिक्सिंग चेंबर है जहाँ स्टेट पॉइंट 2 पर वाष्प का यह अंश वाष्प के x अंश के साथ मिला रहा है जो कि स्टेट पॉइंट 3 के साथ फ्लैश चैम्बर से आ रहा है और इस वजह से दोनों एक ही दबाव में हैं यह निचला पक्ष कंप्रेसर पीई दबाव से इस मध्यवर्ती दबाव तक वाष्प को संपीड़ित करता है और इसलिए यहाँ वे एक दूसरे के साथ मिश्रण करते हैं हमारे पास सुपरहिट वाष्प का अंश हैं जहाँ हम फ्लैश चेंबर से आने वाली संतृप्त वाष्प का निष्कर्षण कर रहे हैं और फिर इस वाष्प की कुल मात्रा मध्यवर्ती दबाव के साथ मिश्रण या इस मध्यवर्ती दबाव के साथ वाष्प की कुल मात्रा कंप्रेसर के उच्च स्तर पर जाती है जहां यह पीसी के अंतिम दबाव तक संकुचित हो जाता है और हमें वहां काम के इनपुट के लिए WC2 की राशि प्राप्त करने की आवश्यकता है तो यहाँ 1 से 2 के Ts आरेख को देखें जो निचला चक्र खींचा गया है जो वास्तव में बड़े पैमाने पर अंश से संचालित होता है यहाँ अंश ऊर्जा 1 से उठाया जा रहा है और यह संपीड़ित भी है और संपीड़न के अंत में स्थिति 2 है इसी प्रकार बिंदु 6 फ्लैश चैम्बर है जहां हम तरल के इस अंश और वाष्प के निष्कर्षण के x अंश को अलग कर रहे हैं और सुपरहिट वाष्प के अंश को मिलाते हैं और इस अंतिम मिश्रण को बिंदु 9 पर देते हैं जो बिंदु 4 के अंतिम अधिकतम तापमान पर संकुचित हो रहा है तो हम इस मामले में कूलिंग लोड की गणना कैसे कर सकते हैं यहां आपके पास क्यू डॉट ई है आपको यह याद रखना होगा कि विभिन्न कार्यों के दौरान हमारे पास अलग अलग द्रव्यमान हैं तो यहाँ यह होगा QE1 xmh1 h2 जहां ṁ कुल प्रशीतक प्रवाह दर है यदि हम विशिष्ट प्रभाव को देख रहे हैं तो यह है qE1 xh1 h8 और इसी तरह बिंदु संख्या 9 पर जो कि यहां के मिक्सिंग चैंबर में है मैं यहां बात कर रहा हूं कि हम किसी तरह का ऊर्जा संतुलन बना रहे हैं आप इसे कैसे लिख सकते हैं कम्प्रेशन साइड से आने वाली ऊर्जा की मात्रा प्लस फ्लैश चैंबर से आने वाली राशि यानी 1 xmh2xm वे अंतिम द्रव्यमान ṁ दे रहे हैं वे अंतिम द्रव्यमान m डॉट प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिश्रित हो रहे हैं और सीधे बिंदु h9 के रूप में आ रहे हैं इसलिए 1 xmh2xmh3mh9 अतः यदि आप ṁ यहां हटा देते हैं तो यह बनेगा 1 xh2xh3h9 इसलिए अगर हम 2 और 3 जानते हैं तो हम इस बिंदु 9 के स्थान की पहचान कर सकते हैं और संपीड़न कार्य कितना होगा निचली ओर 1 के लिए डब्ल्यू डॉट सी जो डब्ल्यू डॉट सी 1 है और उच्चतर पक्ष के लिए एक डब्ल्यू डॉट सी 2 है तो योग देगा WCWC1WC2 1 xmh2 h1mh4 h9 या दोनों पक्षों को ṁ से विभाजित करने पर प्रति यूनिट द्रव्यमान प्रवाह दर पर संपीड़न कार्य की आवश्यकता की मात्रा बराबर होगी WC1 xh2 h1h4 h9 तो यह पिछले मामले से काफी मिलता जुलता है लेकिन हमारे पास कोई हीट एक्सचेंजर नहीं है बल्कि हमारे पास एक फ्लैश चैंबर है जहां हम एक प्रत्यक्ष मिश्रण कर रहे हैं और हमारे पास चरण पृथक्करण है तो इस मल्टीस्टेज कंप्रेशन का फायदा कम्प्रेशन के काम में कमी के समान है क्योंकि आप सिंगल स्टेज कम्प्रेशन का उपयोग बिना किसी फ़्लैश चैंबर के कर रहे थे तो यह बिंदु यहाँ कहीं और होगा बस इसका विस्तार करके हमें अंतिम बिंदु 4' शायद यहाँ कहीं मिल गया होगा इसलिए संपीड़न कार्य में एक महत्वपूर्ण कमी जो हम यहां से प्राप्त कर रहे हैं फिर बहुत कम बाष्पीकरण तापमान प्राप्त करना संभव है भले ही मैंने उल्लेख नहीं किया है लेकिन पिछले मामले के समान ही हम बाष्पीकरण भार में भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अंत में फ्लैश चैंबर में हीट ट्रांसफर में बहुत सुधार होता है क्योंकि यहां हमें बहुत अधिक प्रभावशीलता वाले हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम सिर्फ मिक्सिंग चैंबर में एक सीधा मिक्सिंग कर रहे हैं और फ्लैश चैम्बर में फेज सेपरेशन यहां मेरे पास इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण है यह एक बहुत लंबी समस्या है बस इसे बहुत सावधानी से पढ़ें मुझे जल्दी से इसके माध्यम से जाने दें अतः यहाँ हम समान दबाव स्तर 08 MPa और 014 MPa के बीच काम कर रहे हैं और फ़्लैश चैम्बर 032 MPa के इस मध्यवर्ती दबाव में काम कर रहा है इसलिए हमें इसके प्रदर्शन की गणना करनी होगी तो जिस तरह से मैंने पिछले मामले में समझाया था कि हम बिंदु की पहचान कर सकते हैं जैसे h1 संतृप्त वाष्प है और h2 हम एंट्रॉपी संतुलन का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं तब बिंदु 7 और बिंदु 5 संतृप्त तरल से मेल खाते हैं इसलिए वहां से हम बिंदु 6 और बिंदु 8 को भी पहचान सकते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं h1hg014 MPa और s1sg014 MPa जोकि s2के बराबर है s1sg014 MPas2 इसलिए वहाँ से हम इस विशेष बिंदु के स्थान की पहचान करके h2 प्राप्त कर रहे हैं और फिर हमारे पास है h5hg08 MPah6 क्योंकि यह एक विस्तार प्रक्रिया है इसी प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं h7hf032 MPah8 क्योंकि यह एक और isenthalpic प्रक्रिया है तो ये एंथैल्पी मान h1 h2 h5 h7 और h8 और इसी तरह हैं लेकिन बिंदु 6 वह है जो फ्लैश चैंबर के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से यहाँ हम एक मिश्रण कर रहे हैं जहाँ से हमें तरल और वाष्प भाग को अलग करना होगा फिर हमें इस बिंदु पर गुणवत्ता की पहचान करनी होगी अब h6 के रूप में लिखा जा सकता है h6hf Pint अतः यहां से हम जानते हैं कि x6h6 hf Pint02049 अब हमें बिंदु 9 प्राप्त करने के लिए मिश्रण के पार ऊर्जा संतुलन का प्रदर्शन करना है इसलिए हम जानते हैं कि 1− x6 क्योंकि x6 वह अंश है जो निचले चक्र तक जाता है जो इस दूसरी विस्तार प्रक्रिया में विस्तारित हो जाता है फिर वाष्पीकरण प्रक्रिया और संपीड़न के इस निचले चरण इसलिए यह 1 x6h2x6h3h9 वहां से हमें मिलेगा h92551 kJkg इसी प्रकार हम एंट्रोपी संतुलन करेंगे 1 x6s2x6s3s9 हमें यहां यह याद रखना होगा कि हम इस बिंदु संख्या 3 को उठा रहे हैं क्योंकि एक बार जब आप तरल और वाष्प चरणों को अलग कर लेते हैं तो वाष्प चरण संबंधित संतृप्त वाष्प की संपत्ति को ग्रहण करेगा और तरल चरण संबंधित संतृप्त तरल की संपत्ति को ग्रहण करेगा इसलिए हम बिंदु 3 का उपयोग कर रहे हैं और बिंदु 6 की एंथैल्पी का नहीं और इसी प्रकार एंट्रोपी के लिए समान है तो इसी तरह s9 09416 kJkgK और हम जानते हैं कि s9 s4 वहां से हम h4के मान की पहचान कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हम h4 के मान को जानते हैं जो यहाँ दिखाया गया है तो हम आसानी से अन्य गणना कर सकते हैं qE1 x6h1 h8 कुल संपीड़न कार्य WC1 x6h2 h1h4 h9 और एक बार जब हम इस दो को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 447 का एक सीओपी होगा जो कि पिछली समस्या के समान है जहां आपने फ्लैश चैंबर के बजाय हीट एक्सचेंजर का उपयोग किया था तो फ्लैश चैंबर एक बहुत आसान विन्यास है जो हीट एक्सचेंजर की तुलना में बहुत आसान है और सस्ता भी है और इसलिए काफी बार अगर आप हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर रहे हैं या कैस्केड सिस्टम के लिए जा रहे हैं तो हम इस तरह के एक फ्लैश चैंबर सिस्टम के लिए जाते हैं हम कुछ अन्य डिजाइन भी कर सकते हैं जैसे सिंगल कंप्रेसर के साथ यह मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर में है अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर में याद रखें हमें वास्तव में दो अलग अलग तापमान स्तरों की आवश्यकता है आम खाद्य सामग्री फल सब्जियों की तरह जो हम एक सामान्य प्रशीतन डिब्बे में संग्रहीत करते हैं वहां हमें बहुत कम तापमान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है वहां आम तौर पर हमारे पास बहुत अधिक नमी होती है और इसलिए हम आमतौर पर 0 0C से ऊपर के तापमान किसी भी तरह की हिमीकरण से बचने के लिए बनाए रखते हैं लेकिन फ्रीजर डिब्बे में या चिलर में कई बार अक्सर हम मछली या मांस के प्रकार के उत्पादों खराब होने वाले उत्पाद या शायद ice creams या इसी तरह की वस्तुओं को संग्रहीत करते हैं जहां हमें बहुत कम तापमान पर जाना पड़ता है अक्सर तापमान − 15 to −18 0C तक की रेंज में हो सकता है अब यदि आपका फ्रीजर − 18 0C के तापमान पर है तो प्रशीतक का तापमान − 25 0C पर होना चाहिए जबकि सामान्य घटक या सामान्य डिब्बे में आपका प्रशीतन और शायद सिर्फ 0 0C के आसपास होता है तो हम एक ही कंप्रेसर का उपयोग करके इन दो तापमान स्तरों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं यही यहां दिखाया गया है यहां संक्षेपण प्रक्रिया के बाद विस्तार वाल्व में गुजरते समय हम मध्यवर्ती दबाव स्तर तक विस्तार करते हैं जो हमें सामान्य रेफ्रिजरेटर के लिए आवश्यक तापमान देता है और अब एक बार जब उसने इस रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट से गर्मी उठाई है तो इसे सबसे कम संभव दबाव स्तर तक विस्तारित करने की अनुमति है ताकि यह फ्रीजर के तापमान तक पहुंच सके और अंत में यह चीज बाहर आती है और एकल कंप्रेसर पर जाती है तो यहाँ कूलिंग लोड में दो भाग होते हैं यहाँ आपका कुल कूलिंग लोड Qdot E रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट से उठाया गया कूलिंग लोड और फ्रीज़र कम्पार्टमेंट से उठाया गया कूलिंग लोड का योग है अर्थात QEQLRQLF लेकिन हमारे पास एक एकल कंप्रेसर है जो पूरे द्रव्यमान के साथ काम कर रहा है कभी कभी हमारे पास यह वैकल्पिक रास्ता भी हो सकता है यह मिश्रण का एक हिस्सा है या बल्कि रेफ्रिजरेंट का एक हिस्सा है जो कहता है कि x अंश रेफ्रिजरेटर में जाता है और शेष अंश को फ्रीजर डिब्बे में आपूर्ति करने के लिए और विस्तार करने की अनुमति दी जाती है और जो कुछ भी रेफ्रिजरेटर को आपूर्ति की जाती है वह इस एक द्वारा दूसरे विस्तार वाल्व के माध्यम से वापस आती है और इस विशेष बिंदु पर मिश्रण करती है यही इस Ts आरेख पर दिखाया गया है और इस वैकल्पिक मार्ग के होने का फायदा यह भी है कि हम फ्रीजर को चलाए बिना आसानी से फ्रिज चला सकते हैं या शायद हम फ्रिज को बिना चलाए भी फ्रीजर को चला सकते हैं इसलिए हमारे पास काफी लचीलापन है आपने विभिन्न विज्ञापनों को सुना होगा जहां आपके सिस्टम में रेफ्रिजरेटर को फ्रीजर या फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर में बदलने की लचीलापन है या शायद पूरे सिस्टम को रेफ्रिजरेटर के रूप में चलाने का तो यह सिर्फ इस विस्तार वाल्व को उपयुक्त रूप से रखकर और उनके उपयुक्त संयोजन के द्वारा होता है और एक अंतिम अनुप्रयोग VCR मे जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह है गैसों का परिशोधन अब कई स्थितियों में हमें बेहद कम तापमान पर जाना पड़ सकता है जैसे जब आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हवा से अलग करना चाहते हैं तो उन्हें लिक्विड करते हैं सामान्य वायुमंडलीय स्थिति के तहत उनके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे आप उन्हें अलग कर सकें लेकिन जैसे जैसे उनका क्वथनांक अलग होता है वैसे वैसे हम तापमान कम करते रहते हैं तो एक विशेष तापमान स्तर से परे या एक बार जब आप किसी विशेष तापमान स्तर से नीचे चले जाते हैं तो ऑक्सीजन तरल हो जाता है और इस तरह गैस से अलग हो जाता है जबकि नाइट्रोजन में बहुत कम क्वथनांक होता है इसलिए नाइट्रोजन अभी भी गैस के रूप में बनी हुई है आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को अलग करने के लिए हमें तापमान को और भी कम करना होगा रॉकेट के लिए तरल प्रणोदक का एक और अनुप्रयोग या तैयारी हो सकती है जहां हमें बेहद कम क्रायोजेनिक स्तर के तापमान पर जाना पड़ सकता है अल्ट्रा कम तापमान पर भौतिक संपत्ति का अध्ययन फिर से क्रायोजेनिक्स से संबंधित कुछ विशेष घटनाएँ जैसे अतिचालकता जो केवल बेहद कम तापमान पर दिखाई देती है इन मामलों में हम मल्टीस्टेज संपीड़न के लिए जाते हैं हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेसर है जहां संपीड़न के कई चरणों से हम बेहद कम दबाव के स्तर से काफी उच्च दबाव के स्तर तक भी स्थानांतरित कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास एक पुनर्योजी है क्योंकि प्रशीतक हीट एक्सचेंजर से आ रहा है जो कुछ नहीं बल्कि एक कंडेनसर है जो ऊष्मा को आसपास के वातावरण को खारिज कर रहा है जहां यह वापस आ रहा है यह अभी भी रिटर्निंग रेफ्रिजरेंट की तुलना में अधिक तापमान पर है और इसलिए यह ऊष्मा को खारिज कर देता है फिर यह विस्तार वाल्व है जो इसे सबसे कम संभव तापमान पर ले जाता है और वहाँ से एक बार जब यह संघनित हो जाता है तो हम तरल भाग को स्थानांतरित करते हैं जैसे कि यदि आप तरल ऑक्सीजन पृथक्करण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह तरल ऑक्सीजन है जिसे अलग किया जाता है और वाष्प जिसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है उसकी वापस पुनर्गणना होती है और यह कम तापमान पर है अतः हम इसे पुनर्योजी में गर्म करते हैं और फिर यह बहु चरण संपीड़न प्रक्रिया में चला जाता है यह एक बहु चरण संपीड़न प्रक्रिया है जो यहां दिखाई गई है जैसा कि आप उचित इंटरकूलिंग के साथ बहु चरण संपीड़न का उपयोग कर रहे हैं हम लगभग स्थिर तापमान पर इस संपीड़न को कर सकते हैं अब यहां यह संपूर्ण संपीड़न प्रक्रिया और पुनर्जनन प्रक्रिया भी हो रही है जब संपूर्ण कामकाजी माध्यम सुपरहीट स्थिति में है लेकिन केवल 5 से 6 तक इस विस्तार प्रक्रिया के दौरान इसे कुछ सुपरहीटेड प्रेशर लेवल से कुछ सुपरक्रिटिकल प्रेशर लेवल से कुछ सब क्रिटिकल प्रेशर लेवल तक विस्तारित किया जाता है ताकि हमें चरण परिवर्तन मिल सकें और हमारे पास एक मिश्रण गठन हो बेशक हमें बहुत कम तापमान के स्तर पर जाना होगा अगर हम सामान्य गैसों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तापमानों की तुलना करते हैं जैसे हीलियम का महत्वपूर्ण तापमान − 268 0C है और हाइड्रोजन का कुछ − 240 0C के आसपास है नाइट्रोजन का यह बहुत अधिक है लगभग − 147 0C इसलिए हम कम से कम तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए हमें इसके नीचे के तापमान को − 147 0C के तापमान से कम करना होगा और सम्पीडन के एकल चरण में जो संभव नहीं है हम यहां पुनर्जनन के साथ बहु चरण संपीड़न के लिए जा सकते हैं जैसे कि दिखाया गया है या हम एक कैस्केड प्रणाली के लिए जा सकते हैं कैस्केडिंग के कई चरण ताकि हम इस तरह से कम तापमान के स्तर तक पहुंच सकें तो ये सभी वाष्प संपीड़न आधारित प्रशीतन प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं इस विशेष चक्र को लिंडे हैम्पसन चक्र के रूप में जाना जाता है जो मैंने यहां दिखाया है तो ये सभी विभिन्न प्रकार के वाष्प संपीड़न आधारित चक्र हैं जहां हम एक वाष्प के साथ काम कर रहे हैं और जो संकुचित हो रहा है वह आम तौर पर एक सुपरहीट वाष्प है लेकिन चक्र के कुछ चरणों के दौरान हम चरण परिवर्तन कर रहे हैं तरल से वाष्प रूपांतरण और वाष्प से तरल रूपांतरण भी हो रहा है लेकिन यह भी संभव है कि हम कामकाजी माध्यम के महत्वपूर्ण बिंदु से ऊपर के अंतर चक्र का प्रदर्शन कर सकें जिससे गैस का चरण पूरे समय बना रहे और और इसलिए हमारे पास गैस प्रशीतन प्रणाली भी हो सकती है मुझे इस बारे में बहुत जल्दी बात करना चाहिए हमने अब देखा है कि एक बार जब हम एक ऊष्मा इंजन में तीरों की दिशा को उलट देते हैं तो हमें मूल रूप से एक रिवर्स हीट इंजन मिल जाता है तो किसी भी शक्ति चक्र में अगर हम दिशा को उल्टा करते हैं तो हमें एक प्रशीतन चक्र मिलता है वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र की तरह जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका उल्टा संस्करण क्या है यह रैंकिन चक्र का उल्टा संस्करण है और कुछ नहीं बस एक रैंकिन चक्र में तीर की दिशा को उल्टा करें और आपको एसएसएस चक्र मिल जाएगा इसी तरह उन सभी वायु मानक चक्रों को जो हमने सीखा है अगर हम उनकी दिशा को उलटते हैं तो हम वायु प्रशीतन चक्र प्राप्त करने जा रहे हैं स्टर्लिंग चक्र की तरह है कि हम रिवर्स स्टर्लिंग चक्र प्राप्त करते हैं जो स्टर्लिंग प्रशीतन चक्र है जो बेहतर लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है लेकिन हम यहां जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह है रिवर्स ब्रेटन चक्र जिसे कभी कभी बेल कोलमैन चक्र भी कहा जाता है यह उलटी दिशाओं के साथ बस ब्रेटन चक्र है तो आप गैस टरबाइन देखें हमारे पास यहाँ कंप्रेसर है और जहाँ हमारे पास कंप्रेसर है हमारे पास टरबाइन है और हमारे पास दो हीट एक्सचेंजर्स हैं इस क्यूई राशि को ठंडे प्रशीतित स्थान से उठाया जा रहा है और इसकी क्यूसी मात्रा को गर्म वातावरण में खारिज कर दिया गया है ये संगत Ts आरेख हैं इसलिए दो निरंतर दबाव रेखाएं हैं दो निरंतर दबाव प्रक्रियाएं और दो इज़ोटेर्मल प्रक्रियाएं इसलिए यदि हम विशिष्ट प्रशीतन के संदर्भ में इसके प्रदर्शन की गणना करना चाहते हैं qEh1 h4 विशिष्ट संपीड़न कार्य की आवश्यकता होगी wCh2 h1 और विशिष्ट टरबाइन काम उत्पादन होगा wTh3 h4 इसलिए दिया गया नेटवर्क इनपुट कंप्रेसर इनपुट और टरबाइन आउटपुट के बीच का अंतर है wnet inwC wT h2 h1 h3 h4 तो इस चक्र की COP विशिष्ट कार्य इनपुट नेटवर्क इनपुट आवश्यकता द्वारा विभाजित एक विशिष्ट प्रशीतन प्रभाव है जो है COPqEwnetinh1 h4h2 h1 h3 h4 यह वह तरीका है जिससे हम गैस आधारित प्रशीतन चक्र के लिए जा सकते हैं बेशक घरेलू अनुप्रयोग और यहां तक कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक अनुप्रयोग में यह गैस आधारित प्रशीतन चक्र बहुत आम नहीं है एक समस्या यह हीट एक्सचेंजर है आइसोथर्मल स्थिति को बनाए रखना बहुत मुश्किल है तापमान भिन्नता की महत्वपूर्ण मात्रा होगी और जब तापमान भिन्नता होगी तो बहुत अधिक एन्ट्रापी जनरेशन होगा वे चक्र के समग्र सीओपी को कम कर रहे हैं लेकिन इस चक्र का एक बड़ा फायदा यह है कि घटक सरल हैं और हल्के वजन के होने चाहिए हमें एक बल्क बाष्पीकरणकर्ता के लिए नहीं जाना है जहां हमारे पास चरण परिवर्तन चल रहा है हम साधारण गैस आधारित कंप्रेशर्स और टर्बाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो गैस आधारित प्रशीतन प्रणाली द्वारा बहुत सरल और हल्के घटक हैं यहां दिखाए गए विमान की तरह ही विमान के अनुप्रयोग के लिए बहुत उपयुक्त हैं हमारे पास एक कंप्रेसर है हमारे पास हीट एक्सचेंजर है और हमारे पास टरबाइन है और इस से निकलने वाली ठंडी हवा उस ठंडी हवा को विमान के डिब्बे के माध्यम से कॉकपिट में परिचालित किया जाता है और इस तरह गर्मी उठाती है और अंत में इसे या तो आसपास के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है या यह कंप्रेसर में वापस आ सकता है एक और बहुत लोकप्रिय अनुप्रयोग है अगर हम बहु मंच संपीड़न के माध्यम से तरलकरण और क्रायोजेनिक अनुप्रयोग के लिए जा सकते हैं अगर हम संबंधित प्रशीतक के महत्वपूर्ण तापमान से नीचे नहीं जाना चाहते हैं तो हम गैस आधारित चक्र के लिए आसानी से जा सकते हैं कुछ इस तरह से जहाँ आपके पास टरबाइन है हमारे पास कंप्रेसर है और हमारे पास पुनर्योजी भी है तो ये गैस आधारित प्रशीतन चक्र के अनुप्रयोगों में काफी लोकप्रिय क्षेत्र हैं यदि आप गैस चरण प्रशीतन के बारे में रुचि रखते हैं तो आप पुस्तकों को थोड़ा और पढ़ सकते हैं मैं एक साधारण समस्या पर चर्चा करके इसे समाप्त करना चाहता हूं तो यहां आप एक जेट विमान के लिए एक एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जहां 3 bar में इंजन कंप्रेसर से हवा का प्रवाह होता है यहां हमारे पास एक अलग कंप्रेसर नहीं है जो कि गैस टरबाइन कंप्रेसर है जो आपके विमान को 3 बार दबाव में वहां से चला रहा है कुछ हवा निकाल दी गई है और एक हीट एक्सचेंजर में इसे 1050C तक ठंडा किया गया है अब हम इसे एक एयर टरबाइन में 069 bar तक विस्तारित कर रहे हैं जिसमें 85 की isentropic दक्षता है हवा को कॉकपिट में पहुंचाया जाता है और अंत में विमान को 270C पर छोड़ देता है हम 4 किलोवाट का रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव चाहते हैं तो यह चक्र है यहां आइसेंट्रोपिक क्षमता दी गई है तो हमारे पास 3 bar और 1050C पर आने और टरबाइन पर जाने के लिए हवा है फिर आप किस स्थिति बिंदु की बात कर रहे हैं यह विशेष स्थिति बिंदु है यहाँ P3 3 bar T3 105 0C 378 K औरटरबाइन के लिए आइसेंट्रोपिक दक्षता ηT 085 तो आप दबावों को जानते हैं बिंदु संख्या 4 पर दबाव टर्बाइन में दिया गया है जिसे 069 bar के दबाव में विस्तारित किया गया है P4 069 bar अब यह हवा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ताकि हम हवा के गुणों को ग्रहण कर सकें जैसे k 14 Cp to 10005 kJkgK अतः हम लिख सकते हैं T4sT3P4P3k 1k वहां से संख्या T4s को रखने परमेरे पास कैलकुलेटेड मान है T4s 2484 Kelvin जो 00C से काफी नीचे है लेकिन इसेंट्रोपिक क्षमता के कारण आप इतने कम तापमान पर नहीं जा पाएंगे तो टरबाइन के लिए ηT वास्तविक कार्य आउटपुट द्वारा अधिकतम संभव कार्य आउटपुट है TT3 T4sT3 T4 इसे रखने पर हमें मिल रहा है T4 2678 K अतः केवल − 5 0C पर तब आपका Q dot E कितना होगा QE4 kWmcp Tfinal अंतिम तापमान है जिसके साथ यह हवा जा रही है और 27 0C के रूप में दिया जाता है T4 आपूर्ति तापमान अंतिम तापमान है कि हमने अभी गणना की है वहां से हम ṁ प्राप्त कर सकते हैं ṁ 0124 kgs और दूसरे मान भी आप उसी तरह से गणना कर सकते हैं द्रव्यमान प्रवाह दर हमें मिली है अंतिम तापमान जिस पर इसे कॉकपिट में पहुंचाया जाता है वह है T4 यह द्रव्यमान प्रवाह दर और टरबाइन द्वारा प्रदत्त शक्ति है इसलिए WCm cp जो कि आता है 137 kW तो इस टरबाइन से 137 किलोवाट बिजली मिलती है जिसे सहायक उपयोग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यह हमें आज की चर्चा के अंत में ले जाता है जहां हमने रेफ्रिजरेंट के नामकरण सम्मेलन के बारे में बात की है हमने विभिन्न प्रकार के वीसीआरएस सिस्टम और अंत में गैस प्रशीतन प्रणाली के बारे में बात की है इसलिए हमने अपने प्रशीतन चक्रों के अधिकांश भाग को कवर कर लिया है लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प चक्र है जो अभी भी बचा हुआ है जिसे मैं अगले व्याख्यान में बात करूंगा जो वाष्प अवशोषण आधारित प्रशीतन चक्र है इसलिए तब तक आप इन व्याख्यानों का पूर्वाभ्यास करते हैं और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे वापस लिखें